इस व्याख्यान में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि प्रोटीन अपने अनुक्रम से 3 डी संरचनाओं में कैसे गुना करता है और अनुक्रम से संरचना तक जाने में कितना समय लगेगा इसे प्रोटीन तह दर कहा जाता है अंत में हमने प्रोटीन स्थिरता के बारे में विशेष रूप से म्यूटेशन पर स्थिरता के बारे में चर्चा की हमने आखिरी कक्षा में क्या चर्चा की और हम डेटाबेस के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा डेटाबेस थर्मोडायनामिक स्थिरता से संबंधित है छात्र ProTherm ProTherm सही है इसलिए प्रॉपर डेटाबेस का उपयोग करते हुए या हम महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं जो विभिन्न स्थानों पर म्यूटेंट की स्थिरता को प्रभावित करते हैं हम भौतिक भौतिक गुणों को एक तरफ और दूसरी तरफ प्रयोगात्मक स्थिरता से संबंधित हैं और हम सह संबंध गुणांक का उपयोग करके संबंधित करने का प्रयास करते हैं इसलिए हम सहसंबंध गुणांक का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हमने उनके कुछ गुणों की पहचान की जो स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं उदाहरण के लिए दबे हुए म्यूटेशन में जो हाइड्रोफोबिसिटी राइट हाइड्रॉफोबैसिस का अत्यधिक सहसंबंधी गुण है स्थिरता के साथ उच्च सकारात्मक सहसंबंध है लेकिन अगर उत्परिवर्तन सतह पर सही है तो हमने क्या देखा छात्र उलटा उलटा उलटा संबंध वहीं है जिसे उलटा हाइड्रोफोबिक प्रभाव कहा जाता है इसका मतलब है हाइड्रोफोबिसिटी में वृद्धि से आप स्थिरता में कमी करेंगे तब हम उत्परिवर्तन पर स्थिरता की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं इसलिए हमने विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा की तो एक औसत असाइनमेंट विधि है औसत असाइनमेंट विधि कैसे काम करती है तब हम सभी म्यूटेंट के लिए मान प्राप्त करेंगे कि कितने संयोजन कितने म्यूटेशन हैं छात्र 380 380 म्यूटेशन सही है तो नए म्यूटेशन के लिए आप टेबल से वैल्यू असाइन करते हैं हमें सही तरह से टेबल देखने के लिए कहते हैं फिर हम संवेदनशीलता विशिष्टता सटीकता और सही संबंध का मूल्यांकन कर सकते हैं इसलिए फिर हम विभिन्न पड़ोसी अवशेषों या आसपास के अवशेषों के साथ अनुक्रम जानकारी या संरचना की जानकारी को शामिल करने के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे 2 प्रकार की क्षमताएं सही हैं दूरी क्षमता और मरोड़ क्षमता है और हमने संयुक्त यदि आप अनुक्रम के साथ भविष्यवाणी करते हैं तो ये सभी संरचनाएं इन स्थिरता संरचनाओं की भविष्यवाणी करने की 2 संभावनाएं हैं सही हम उत्परिवर्ती अवशेषों के उत्परिवर्तित अवशेषों के साथ साथ अवशेषों के बारे में ज्ञात जानकारी से कई नियमों को प्राप्त करते हैं जो कि नियमों के निर्धारित क्रम से पड़ोसी के पड़ोसी हैं फिर हम भविष्यवाणी की गई स्थिरता के लिए नियमों का उपयोग करते हैं चाहे यह एक स्टैबिलीज़िंग या देस्ताबिलीज़िंग हो इस प्रकार हमने संरचना की भविष्यवाणी के बारे में चर्चा की जो कि अनफोल्डेड स्टेट से फोल्डेड स्टेट में है राइट और फिर हमने एक स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा की है आज हम तह दर से निपटेंगे तो प्रोटीन की एक तह दर क्या है इसका मतलब यह है कि इसकी उनफोल्डेड स्टेट से प्रोटीन की धीमी या तेज़ तह की माप और इसकी मूल 3 आयाम संरचना में यादृच्छिक कुंडल विरूपण यानि आप प्रोटीन को कितनी बार अंदर ले जाएंगे अपने मूल 3 डी संरचनाओं यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि यह तह दर कीनेटीक्स को समझने में मदद करता है जो कि कई विकृति से संबंधित है जैसे कि प्रिजन रोग अल्जाइमर रोग और इतियादी इसलिए किसी विशेष म्यूटेंट की तह दर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही म्यूटेंट के लिए आप प्रोटीन के लिए देख सकते हैं और साथ ही साथ क्या होगा यदि आप एक विशिष्ट अवशेष और तह दर के सही होने की भविष्यवाणी करते हैं यह प्रोटीन फोल्डिंग समस्या के समान एक चुनौतीपूर्ण कार्य है फिर प्रोटीन फोल्डिंग समस्या क्या है सही आप अपने अनुक्रम से प्रोटीन की एक मूल रचना में समझ सकते हैं जैसे अभी भी यह एक चुनौतीपूर्ण है तो अगली फोल्डिंग दर यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि एक प्रोटीन अनफॉल्ड स्टेट से फोल्डेड स्टेट में कैसे बदल सकता है समय के संदर्भ में इसलिए यहां एक उदाहरण है कि यह एक एमिनो एसिड अनुक्रम है यह विशिष्ट 3 डी संरचनाओं के लिए फ़ोल्ड होने मैं समय लेता है इसलिए ये तह दर परिमाण के आठ आदेशों पर अलग अलग हैं आप माइक्रोसेकंड से एक घंटे तक इन फोल्ड्स को देख सकते हैं तो आपको 2 उदाहरण मिलते हैं एक स्ट्रेप्टोकोकल प्रोटीन है यहां दर 2 गुणा में 10 घातांक 5 प्रति सेकंड है यह बहुत तेज़ तह है और यदि आप एक ट्रिप्टोफ़ैन सिंटेज़ देखते हैं तो इसकी बहुत धीमी तह को 1 के रूप में लेते हैं 1 गुणा में 10 में घातांक माइनस 3 प्रति सेकंड तो अब सवाल यह है कि आपका प्रोटीन कितनी तेजी से मोड़फोल्ड हो सकता है इसलिए मैं चर्चा करूंगा 3 विभिन्न प्रकार के उदाहरण होंगे उदाहरण के लिए यदि आप बायोमोलेक्यूलर इंटरैक्शन लेते हैं तो प्रोटीन या प्रोटीन और डीएनए से 2 भिन्न इसलिए जो कुछ भी वे एक काम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं आप ऊपरी सीमा को अब दर से निर्धारित कर सकते हैं जिस पर अभिकारक क्या अणु होते हैं जो प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं जो वे प्रसार के साथ एक साथ आते हैं तो वे कितना दर लेते हैं यदि आप यहां तह की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तह की दर इन संरचनाओं को बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड कोलेप्स की दर है तो इससे आप देख सकते हैं कि क्या यह एक उदाहरण कहता है कि आप साइटोक्रोम सी सही कहते हैं यहाँ अगर तह के लिए न्यूनतम समय एक माइक्रोसेकंड के बारे में है तो यह हेयरपिन लूप या हेलिक्स गठन के बराबर है तो एक माइक्रोसेकंड के बारे में है इस मामले में आप देख सकते हैं कि तह के लिए दर सही है प्रति माइक्रोसेकंड लगभग एक है अब मैं कुछ उदाहरण दिखाता हूं जैसे अर्क रेप्रेसर 10 घातांक चार प्रति सेकंड और लैम्ब्डा रेप्रेसर है यह 5 में 103 प्रति सेकंड और इतने पर है ये प्रोटीन के लिए हैं इसी तरह आप प्रोटीन में तेजी ला सकते हैं या उसमें गिरावट ला सकते हैं या एमिनो एसिड प्रतिस्थापन द्वारा सही तह दर को बढ़ा या घटा सकते हैं जैसे कि हमने उत्परिवर्तन की शुरुआत करते समय स्थिरता के बारे में क्या चर्चा की थी हम प्रोटीन की स्थिरता को सही बढ़ा सकते हैं इसलिए हम उन उत्परिवर्ती की पहचान कर रहे हैं जो स्थिरता को बढ़ा सकते हैं और हम तह दर में इसी तरह प्रोटीन को डिजाइन कर सकते हैं हम कुछ उत्परिवर्तन की पहचान कर सकते हैं जो तह प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं इस मामले में हम उचित तह में जाएंगे क्योंकि अगर यह इस तरह से अधिक समय लगता है एकत्रीकरण सही और कुछ अन्य पहलू के कारण इस मिसफॉल्डिंग के साथ समाप्त होता है तो आप कुछ बीमारियों को ठीक कर सकते हैं यही कारण है कि हमें विशेष प्रोटीन को देखने की जरूरत है जो एक विशेष समय में स्थिर 3 डी संरचनाओं में गुना करता है तो इस तह दर को कैसे मापें इसलिए इस तह दर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय हैं मुख्य रूप से स्टोप्पड फ्लो CD और फ्लोरीमेट्री यह आपको उदाहरण के लिए एक अलग सांद्रता दर सही देगा यहाँ एक्स अक्ष हम y अक्ष पर guanidine हाइड्रोक्लोराइड की विभिन्न सांद्रता देते हैं हम देखे गए रेट को सही दिखाते हैं तो आप एक सांद्रता को 10 मोलर तक अलग अलग सांद्रता में देखते हैं और यदि आप देखते हैं कि यह तह क्षेत्र है और यहाँ यह खुलासा क्षेत्र है और हम तह दर या खुलासा दर या 0 एकाग्रता प्राप्त करने के लिए 0 को एक्सट्रपलेट करते हैं क्योंकि विभिन्न प्रोटीन और म्यूटेंट के लिए समान डेटा सही हम यहाँ फोल्डिंग क्षेत्र में पहुँच गए यह यहाँ जाता है तो यहाँ अब पानी में तह दर है क्योंकि यहाँ हम इस एक सही एक्सट्रपलेशन करते हैं इसी तरह हम यहाँ एक क्षेत्र को एक्सट्रपलेशन करते हैं तो अंत में आप यहां प्राप्त करते हैं यह पानी में सही दर है पानी के वातावरण का सही विश्लेषण किया जा सकता है और इस शेवरॉन प्लॉट का सही उपयोग किया जा सकता है अब एक बार जब हमारे पास डेटा होता है तो नए जैव सूचना विज्ञान विश्लेषण करने के लिए सही हमें पर्याप्त संख्या में डेटा और विश्वसनीय डेटा अधिकार की आवश्यकता होती है इसलिए इन पहलुओं पर डेटाबेस का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है सही सबसे पहले उन्होंने कुछ डेटाबेस विकसित करना शुरू किया तो एक को प्रोटीन फोल्डिंग डेटाबेस कहा जाता है इसलिए एक और एक के बाद कुछ वर्षों के बाद वे गतिज DB विकसित किया है लेकिन दुर्भाग्य से दोनों डेटाबेस फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं अब डेटा तह डेटाबेस तह वे अलग प्रयोगात्मक सूची के बीच एक सहयोग का उपयोग कर स्थापित करने की कोशिश की है वे एक ही प्रयोग प्रयोगात्मक डेटा अलग सांद्रता प्राप्त करने के लिए अलग प्रोटीन प्रदान करते हैं और फिर उन्होंने सभी डेटा संकलित किया और वे डेटाबेस द्वारा विकसित किए गए अब आप डेटा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पहलुओं की तरह डेटा कैसे प्राप्त कर सकते हैं या तो आप साहित्य से प्राप्त कर सकते हैं या आप अन्य डेटाबेस देख सकते हैं उदाहरण के लिए तह दौड़ यह म्यूटेशन पर तह दर प्राप्त करने के लिए म्यूटेंट के साथ सौदा करेगा तो आप इस तह दौड़ का उपयोग कर सकते हैं यह सर्वर डेटाबेस है ठीक है तो उत्परिवर्तन पर तह दर प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट पर अधिकार उपलब्ध है ठीक है आप डेटा प्राप्त कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं और विश्लेषण के लिए उपयोग कर सकते हैं इसलिए प्रोटीन के लिए डेटा के लिए मैंने कुछ कागजात सूचीबद्ध किए हैं जो डेटा को वास्तविक डेटा देते हैं जो हम इस साहित्य से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए 2005 में ठीक है मैक्सवेल Maxwell's के पास एक कंसोर्टियम मिला और उन्होंने तह दर और उसी सांद्रता और उसी सांद्रता सही या उसी प्रायोगिक स्थितियों को देखने की कोशिश की जो पहले के दिनों में हमें अलग अलग प्रायोगिक स्थितियों के लिए डेटा मिलती है क्योंकि विभिन्न समूहों का उपयोग करते हैं विभिन्न स्थितियों में प्रोटीन और उन्होंने तह दर और प्रकाशित साहित्य को मापा इसलिए एक ही समूह ने इन तापमान पीएच और शर्तों को सौंपा वे उन्हें तह दर प्राप्त करने के लिए कहते हैं इस मामले में आपको एक ही सांद्रता में विभिन्न प्रोटीनों का डेटा मिलता है इसी तरह उन्होंने 2005 में इसी प्रायोगिक शर्तों के साथ इस पत्र को प्रकाशित किया फिर वर्तमान में कई अन्य साहित्यिक समीक्षाएं सही हैं उन्होंने तह दर या प्रोटीन के बारे में चर्चा की और वर्तमान में हम 100 से अधिक प्रोटीन प्राप्त करते हैं हम प्रोटीन की तह दरों को जानते हैं तो हमारे पास यह डेटा होगा तो हम सही विश्लेषण कर सकते हैं कि प्रोटीन किन कारकों पर तेजी से मोड़ने के लिए या धीमी गति से गुना करने के लिए पहले हमने विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन के बारे में चर्चा की वे विभिन्न संरचना वर्गों के साथ प्रभावित होते हैं जो विभिन्न संरचना वर्ग हैं हमने पहले चर्चा की छात्र सभी अल्फा सभी अल्फा प्रोटीन छात्र सभी बीटा प्रोटीन छात्र अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्रोटीन छात्र अल्फा बीटा साथ ही अल्फा बाय बीटा प्रोटीन सही तो सभी अल्फा या सभी बीटा के बीच अंतर क्या है छात्र मुख्य रूप से अल्फा मुख्य रूप से अल्फा मुख्य रूप से बीटा जो सभी अल्फा और सभी बीटा में प्रमुख हैं छात्र मध्यम मध्यम छोटा मध्यम और छोटी दूरी की बातचीत सभी अल्फा प्रोटीन को प्रभावित करती है और सभी बीटा प्रोटीन में लंबे समय तक बातचीत प्रभावी होती है इसलिए अगर हम इनमें देखें कि किस प्रकार के प्रोटीन तेजी से गुना करते हैं किस प्रकार के प्रोटीन को मोड़ने में समय लगता है छात्र सभी अल्फा सभी अल्फा प्रोटीन छात्र तेजी से गुना जाएगा तेजी से दाएं मुड़ें क्योंकि मुख्य रूप से मध्यम श्रेणी की छोटी दूरी की बातचीत वे तेजी से मोड़ते हैं अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं तो यह सभी अल्फा प्रोटीन के लिए उदाहरण होना चाहिए जिसे आप यहाँ देख सकते हैं और यह सभी बीटा प्रोटीन के लिए है ये सभी प्रोटीन 2 स्टेट प्रोटीन और छोटे प्रोटीन हैं 2 स्टेट प्रोटीन का अर्थ क्या है और एक दुसरा स्टेट एक उन्फोल्डेड स्टेट या डेनटुरेद स्टेट सही है तो आप के पास उन्फोल्डेड स्टेट से फोल्डेड स्टेट आ सकती है कोई मध्यवर्ती नहीं है इसलिए कई प्रोटीन वे स्टेट और भी सही मोड़ते हैं छोटे प्रोटीन होते हैं हम तह दरों के लिए प्रयोगात्मक डेटा जानते हैं तो उनके पास तेज फ़ोल्डर और धीमे फ़ोल्डर भी हो सकते हैं भले ही सभी प्रोटीन 2 स्टेट प्रोटीन हैं और ये प्रोटीन लगभग सौ अवशेष हैं तो अब मैं अल्फा प्रोटीन सभी बीटा प्रोटीन के मूल्यों को दिखाता हूं और हम सभी अल्फा प्रोटीनों पर गौर करते हैं यह इस तह दर का लॉगरिदमिक है जो एलएन केएफ में से एक है तो यह बहुत अधिक है तो यह इन दर 106 सही प्रति सेकंड इन के लघुगणक पर कर सकते हैं आप सभी बीटा ले लो तो आपके पास 1 मान हैं 2 के साथ साथ 1 सही है क्योंकि यह समय लगता है इसलिए यदि आप इन संख्याओं पर गौर करते हैं तो आप आम तौर पर कह सकते हैं कि सभी अल्फा प्रोटीन सभी बीटा प्रोटीन की तुलना में तेजी से गुना करते हैं लेकिन यह बहुत सख्त है क्योंकि कभी कभी सभी बीटा प्रोटीन भी तेजी से मोड़ सकते हैं क्योंकि एक सीएसपी कोल्ड शॉक प्रोटीन यह इस के समान 698 पर मोड़ता है लेकिन आम तौर पर आप देख सकते हैं कि सभी अल्फा प्रोटीन सभी बीटा प्रोटीन की तुलना में तेजी से गुना करते हैं इसलिए हमने पहले चर्चा की कि सभी अल्फा प्रोटीन लघु मध्यम अंत क्रियाओं से प्रभावित होते हैं और सभी बीटा प्रोटीन लंबी दूरी की अंतःक्रियाओं से प्रभावित होते हैं जो अवशेष संपर्कों में लंबी दूरी को प्रभावित करते हैं और जो अवशेष मध्यम श्रेणी के संपर्कों को प्रभावित करते हैं मैं आपको बताऊंगा तो अगर आप तेजी से तह प्रोटीन देखते हैं एक समूह और धीमी तह समूह एक और समूह और अमीनो एसिड रचनाएं या वरीयता या संपर्क पैटर्न देखें तब आप धीमी और तेज़ तह प्रोटीन के लिए कुछ पैटर्न देख सकते थे उदाहरण के लिए यदि आप ध्रुवीय अवशेष देखते हैं तो एस्परजिने ग्लूटामाइन लाइसिन और सेरीन इन अवशेषों सही मुख्य रूप से फ़ास्ट फोल्डिंग प्रोटीन में मौजूद हैं यदि आप धीमी और तेज गुना के बीच अंतर देखते हैं यह 52 और फ़ास्ट फोल्डिंग है यह 95 सही है यह लगभग 2 गुना है इसी तरह वे इन अवशेषों को धीमी गति के प्रोटीन की तुलना में अत्यधिक और तेजी से मोड़ने वाले प्रोटीनों के साथ घटित कर रहे हैं फिर हमने इन मध्यम श्रेणी के संपर्कों को भी देखा है आप देख सकते हैं कि ध्रुवीय अवशेषों के बीच संपर्क प्रमुख रूप से तेजी से तह करने वाले प्रोटीन हैं ठीक है इस पहले हमने चर्चा की इन इंटरैक्शन संपर्कों के साथ साथ रचना के बारे में भी तो यह है कि तेजी से तह प्रोटीन के लिए प्रयोगात्मक डेटा से सहमत हैं इसी तरह अगर आप धीमी गति से फोल्डिंग प्रोटीन देखते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कौन सा अवशेष प्रमुख होना चाहिए छात्र हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक अवशेष सही तो संपर्क अवशेषों के बारे में इन अवशेषों द्वारा किए गए लंबी दूरी के आचरण यही हमने सही के साथ किया तो एलेन सिस्टीन ग्लाइसिन और ल्यूसीन की उच्च घटना ये अवशेष मुख्य रूप से धीमी गति से तह प्रोटीन में होते हैं उदाहरण के लिए तेजी से प्रोटीन की तुलना में 3 गुना है ठीक है यहां भी आप अंतर को सही देख सकते हैं धीमी गति से फोल्डिंग प्रोटीन के मामले में फिर इस हाइड्रोफोबिक कोर के गठन में लंबी दूरी की इंटरैक्शन शामिल होती है यही वह है जो तह प्रक्रिया को धीमा कर देती है फिर हम इन धीमी तह प्रोटीन और तेजी से तह प्रोटीन में संपर्कों को देखते हैं आप लंबी दूरी के संपर्क और धीमी गति से देख सकते हैं धीमी गति से तह प्रोटीन वे मुख्य रूप से हाइड्रोफोबिक जोड़े से प्रभावित होते हैं अलैनिन अल्नाइन ट्रिप्टोफैन ल्यूसीन अलैनिन ग्लाइसिन राइट सिस्टीन टायरोसिन देखते हैं ठीक है आप देख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक अवशेषों के बीच संपर्क स्लो फोल्डिंग प्रोटीन के मामले में अधिक हैं तुलना में फ़ास्ट फोल्डिंग प्रोटीन तो हम स्लो फोल्डिंग और फ़ास्ट फोल्डिंग प्रोटीन देखते हैं आमतौर पर सभी अल्फा प्रोटीन सभी बीटा प्रोटीन की तुलना में तेजी से सही गुना करते हैं और यदि आप 2 समूहों में वर्गीकृत करते हैं तो सही जो तेजी सेतह है जो धीमी तह सही है और अवशेषों की वरीयता को सही देखें मुख्य रूप से तेजी से तह में ध्रुवीय अवशेष और धीमी गति से तह प्रोटीन में गैर ध्रुवीय अवशेष बातचीत या संपर्कों को ठीक करते हैं इन हाइड्रोफोबिक अवशेषों का उपयोग करके लंबी दूरी के संपर्कों के साथ मुख्य रूप से धीमी तह प्रोटीन का प्रभुत्व है अब सवाल यह है कि क्या हम इन तह दरों की किसी भी पैरामीटर के साथ अनुमान लगाने या संबंधित करने में सक्षम हैं हमने अनुक्रम या संरचना से प्राप्त विभिन्न मापदंडों के बारे में चर्चा की जो कि हमने पहले चर्चा की विभिन्न संरचना आधारित पैरामीटर क्या हैं छात्र संरचना अनुक्रम आधारित संरचना आधारित पैरामीटर छात्र पहुंच सरल उपयोग छात्र संपर्क आदेश आचरण आदेश लंबी दूरी के आदेश हाइड्रोफोबिसिटी इसलिए विभिन्न मापदंडों सही इसलिए यदि आप धीमी और तेज़ तह प्रोटीन देखते हैं तो संपर्क बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम उन संपर्कों को परिवर्तित करते हैं जो 3 डी संरचनाओं को आप के रूप में उपयोग करके संपर्कों में परिवर्तित करते हैं छात्र नक्शे कॉन्टैक्ट मैप्स कॉन्टेक्ट मैप्स पर सही नज़र डालते हैं और इन कॉन्टैक्ट्स से आप कॉन्टैक्ट ऑर्डर लॉन्ग रेंज ऑर्डर वगैरह जैसे कई पैरामीटर निकालते हैं तो अब हम देखेंगे इन संपर्कों का उपयोग प्रोटीन की फोल्डिंग दरों की भविष्यवाणी या समझने के लिए कैसे किया जा सकता है कि क्या संपर्कों और फोल्डिंग दरों के बीच एक संबंध है मूल रूप से हाँ सही है क्योंकि यदि आप लंबी दूरी के संपर्कों की अधिक संख्या देखते हैं जो प्रक्रिया से धीमा हो जाएगा सही हम इसे देखेंगे तो संपर्क आदेश क्या है हमने पहले चर्चा की थी कि संपर्क क्रम को कैसे परिभाषित किया जाए यह एल और एन द्वारा डेल्टा सिग्मा सिज के रूप में दिया गया है डेल्टा सिज क्या है छात्र अनुक्रम पृथक्करण संपर्क अवशेषों के बीच अनुक्रम पृथक्करण तो हम त्रिज्या 6 कोण के इस क्षेत्र को सेट कर सकते हैं और संपर्कों को देख सकते हैं ठीक है फिर परिवर्तन दूरी की जांच करता है और यह डेल्टा एस देगा L क्या है छात्र अवशेषों की कुल संख्या अवशेषों की कुल संख्या इस प्रोटीन की लंबाई है और एन छात्र संपर्कों की संख्या इसके संपर्कों की कुल संख्या सही है इसलिए यदि हम डेल्टा अवशेषों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक अवशेष के लिए करते हैं और फिर लंबाई और संपर्कों की संख्या के साथ सामान्य करते हैं तो यहाँ मैं उदाहरण के लिए डेटा दिखाता हूँ अगर यह एक क्षेत्र है और सात डेल्टा एस छह इसी तरह से है यदि आपके द्वारा गणना किए गए सभी अवशेष टी के लिए सही हैं तो आप इसे सभी के लिए दोहराते हैं प्रोटीन में अवशेष सही तो हमें मूल्य मिलेगा तो हम उस मूल्य को फोल्डिंग दरों के साथ जोड़ते हैं यदि अधिक लंबी दूरी की इंटरैक्शन होती है तो संपर्क क्रम का क्या होगा तो अधिक लंबी दूरी की इंटरैक्शन का मतलब है कि इस समीकरण में क्या होगा छात्र अंतर ज्यादा है यह उच्च होगा क्योंकि डेल्टा s उच्च होगा यदि यह उच्च है तो संपर्क क्रम क्या होगा यह अधिक है क्योंकि यह आनुपातिक अधिकार होगा तो इस मामले में हमें संपर्क आदेश अधिक है यदि संपर्क आदेश अधिक है तो आप फोल्डिंग की उम्मीद करते हैं तह स्लो है क्योंकि लंबी दूरी के संपर्क की अधिक संख्या तब फोल्डिंग होती है उदाहरण के लिए स्लो है वे लंबी दूरी के संपर्कों की तुलना में कम दूरी की बातचीत या अधिक मध्यम श्रेणी के इंटरैक्शन हैं तो आप देख सकते हैं कि संपर्क आदेश कम है क्योंकि डेल्टा सिज़ कम सही है तो इस मामले में यह तेजी से मोड़ सकता है अब मैं ये आंकड़ा दिखाता हूं क्यों एक्स अक्ष संपर्क क्रम है और y अक्ष फोल्डिंग दर का लघुगणक है आप संपर्क क्रम और फोल्डिंग दर के बीच व्युत्क्रम संबंध देख सकते हैं इसका मतलब है जो हमने अनुमान लगाया है कि हमने जो बनाया है वह सही है यदि आपके पास अधिक संपर्क आदेश सही है यह कम तह दर है अगर यह कम संपर्क क्रम है तह दर यह तेजी से सही ठीक गुना है तो सहसंबंध भी लगभग 07 से 08 है कि आप संपर्क क्रम और फोल्डिंग दर के बीच व्युत्क्रम संबंध देख सकते हैं अब अगले पैरामीटर के लिए दूसरा पैरामीटर हम चर्चा करते हैं छात्र लंबी दूरी के आदेश लंबी दूरी के आदेश सही तो क्या लंबी अवधि के आदेश प्राप्त होता है अवधारणा का उपयोग सही क्या है इसका मतलब है संपर्क छात्र संदर्भ समय १ २६ जो अंतरिक्ष में करीब हैं लेकिन वे अनुक्रम में बहुत दूर हैं तो इस मामले में आप उन सभी संपर्कों को देखते हैं जो अंतरिक्ष में करीब और अनुक्रम में दूर हैं इस मामले में nij बराबर है एक के यदि पृथक्करण 12 अवशेष का है तो यहां आप देख सकते हैं कि लंबी दूरी के क्रम में कितने समायोज्य पैरामीटर हैं छात्र डिस्टेंस कटऑफ सही एक है डिस्टेंस कटऑफ छात्र अनुक्रम अनुक्रम सेपरेशन यह एक और फिर यह एक जिसे आप कह सकते हैं दूरी आठ एंगस्ट्रॉम है और प्रतिशत का अनुक्रम सही है कि 12 अवशेष हैं तो आपके पास 2 समायोज्य पैरामीटर हैं जो आप इन मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं लंबी दूरी के ऑर्डर प्राप्त करने के लिए और यह तह दर से संबंधित होगा कि यह कैसे हम 12 नंबर प्राप्त करते हैं ठीक पहले हम नंबर 12 का सही उपयोग करते हैं अब मैं समझाऊंगा हम इस संख्या को 12 कैसे प्राप्त करते हैं इसलिए हम एक सेट ऑफ़ प्रोटीन लेते है जिसकी नॉन फोल्डिंग दरों है प्रयोगात्मक फोल्डिंग दरों है इसलिए मैं नॉन फोल्डिंग रेट्स के साथ 2 स्टेट प्रोटीन का सेट देख सकता हूं तो इस मामले में अब हम अलगाव की दूरी को बदल सकते हैं हम 1 से 25 अवशेषों में बदल सकते हैं तो कितने अवशेष जो इस सीमा के भीतर हैं एक अवशेष या 2 अवशेष 3 अवशेष चार अवशेष इतने पर फिर उसमें से हम LRO की गणना कर सकते हैं क्योंकि nij आप i minus j डाल सकते हैं कि हम सही 1 से 25 बदलते हैं सही है प्रत्येक मामले के लिए हमें मूल्य मिलेगा तो फिर हम उस एलआरओ को फोल्डिंग दर के साथ जोड़ते हैं और प्रत्येक दूरी पृथक्करण के लिए सहसंबंध की गणना में देखते हैं हम एलआरओ की गणना करेंगे और आपको यह सहसंबंध प्राप्त करना होगा एलआरओ बनाम एल और केएफ उदाहरण के लिए यदि यह 5 है तो हमें शून्य से 069 का सहसंबंध मिलता है इसके बाद आप 10 के साथ जाते हैं इसलिए आप देख सकते हैं कि सहसंबंध नकारात्मक सहसंबंध है संदर्भ समय 2027 2 की दूरी के संबंध में बढ़ता है यहां 12 या 13 लगभग एक जैसा उसके बाद अगर आप ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर से घटेंगे तो अंत में यह 25 तक जाता है अब प्राप्त करें माइनस 058 से जाता है यह हमें 2 या 3 अवशेषों को अलग करने वाले अवशेषों से मिलता जुलता है इसका मतलब है कि कुछ दूरी के संपर्क हैं जो फोल्डिंग दरों के लिए प्रभावशाली हैं संपर्क आदेश को सही मध्यम और लंबी दूरी के संपर्क दोनों मानते हैं लेकिन लंबी दूरी के आदेश के मामले में हम केवल लंबी दूरी के संपर्कों पर विचार करते हैं क्योंकि एक है जो दिखाता है उच्चतम प्रदर्शन यदि लंबी दूरी की लघु श्रेणी के संपर्क को जोड़ दें तो सहसंबंध कम है इसका मतलब है केवल लंबी दूरी की लंबी दूरी के संपर्कों के लिए ही कुछ करना है तो यहाँ से हमें यह मान मिलता है 12 यह है कि हमें 12 अवशेषों की सीमा मिलती है और इन 12 अवशेषों की सीमा के साथ हम प्रयोगात्मक तह दर के साथ शून्य से 078 के सहसंबंध को देख सकते हैं लंबी दूरी के ऑर्डर की गणना कैसे करें इसलिए यहां हम उन आठ एंग्स्ट्रॉम के गोले देते हैं जो उन अवशेषों पर होते हैं जो सीमा के भीतर घटित होते हैं और उन अवशेषों को सही से देखते हैं जिनमें कम से कम 12 अवशेषों की दूरी होती है इसलिए अगर हम थ्रोनिन 152 लेते हैं तो मैंने पिछली कक्षा की चर्चा की कि यह कितनी लंबी दूरी का संपर्क बना सकता है सहीइस मामले में 1 2 3 सही 3 बाय 164 आप इस लंबी दूरी के आदेश के लिए सही संख्या प्राप्त कर सकते हैं सही इसलिए इसे सभी अवशेषों के लिए करें और अंत में हमने n दाईं ओर से विभाजित किया है यह है यह है कि आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे क्योंकि हम इन अवशेषों में से प्रत्येक के लिए n ij का योग एक साथ जोड़ते हैं और फिर हमें यह मान मिलता है कि आपने n के साथ सामान्यीकृत किया है जो आपको LRO मिलेगा इसलिए अब मैं लंबी दूरी के संपर्क दिखाता हूं अलग अलग संरचना कक्षाओं में सही है क्योंकि मैंने पहले चार अलग अलग संरचना वर्ग सभी अल्फा सभी बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पर चर्चा की थी तो यहाँ सभी अल्फा के मामले में यह मुख्य रूप से यहाँ 4 से 10 रेंज और सभी बीटा में है इसलिए यह मुख्य रूप से 11 से 20 रेंज में है और अल्फा प्लस बीटा दाईं ओर आप यहां देख सकते हैं सभी अल्फा और सभी बीटा और अल्फा बीटा दाईं ओर के बीच यह सीमा है तो यह लंबी दूरी के क्रम में परिलक्षित हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि विभिन्न व्याख्यान कक्षाओं में संपर्क अलग अलग हैं इसलिए हमने प्रोटीन को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है सभी अल्फा सभी बीटा और मिश्रित वर्ग और हमने इन 3 वर्गों के लिए समीकरण बनाए हैं और देखें कि क्या यह सहसंबंध में सुधार है यदि आप मुख्य रूप से इस तरह की लंबी अवधि के ऑर्डर डील करते हैं तो किस प्रकार के इंटरैक्शन के साथ लंबी दूरी की इंटरेक्शन्स तो इस मामले में लंबी श्रेणी के क्रम में किस प्रकार का प्रोटीन बेहतर प्रदर्शन करता है छात्र सभी बीटा प्रोटीन सभी बीटा प्रोटीन सही क्योंकि लंबी दूरी की बातचीत के साथ प्रभाव इसलिए मैं डेटा दिखाता हूं तो यहाँ आप सभी बीटा देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी अल्फा और मिश्रित वर्ग प्रोटीनों की तुलना में सहसंबंध बहुत अधिक 092 है इससे समझ में आता है इसलिए यदि आप लंबी दूरी के आदेश को देखते हैं जिसमें हम मुख्य रूप से लंबी दूरी की बातचीत को शामिल करते हैं तो आप सभी बीटा प्रोटीन देखते हैं आप बेहतर सहसंबंध प्राप्त कर सकते हैं फिर सभी अल्फा और मिश्रित वर्ग प्रोटीन तो हम समीकरण प्राप्त करते हैं तो यह alpa प्रोटीन सभी बीटा प्रोटीन और मिश्रित वर्ग प्रोटीन के लिए ln kf प्राप्त करने के लिए समीकरण है यहाँ ln k सही और x अक्ष क्यों है हम केवल लंबी दूरी के क्रम को देख सकते हैं अब हम कॉन्टेक्ट ऑर्डर लॉन्ग रेंज ऑर्डर के साथ तुलना करते हैं ठीक है कुछ कक्षाएं आप तुलनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं कुछ क्लास इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर कॉन्टैक्ट ऑर्डर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे जो एलआरओ वर्ग बेहतर प्रदर्शन करता है छात्र बेटा सभी बीटा सही इसलिए हम सभी बीटा को एक समान देखते हैं क्योंकि हम इसे बहुत कम देखते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें लघु और मध्यम श्रेणी के संपर्क शामिल हैं इसका मतलब है लघु और मध्यम श्रेणी के संपर्कों में तह दर की गणना में कुछ शोर शामिल है यही कारण है कि यदि आप इन मध्यम श्रेणी के संपर्कों को शामिल करते हैं तो सहसंबंध केवल 046 है लेकिन अगर हम इसे बाहर करते हैं तो हम 092 तक पहुंच जाएंगे तो मिश्रित श्रेणी के प्रोटीन के मामले में आप समान स्तर 082 और 086 को देख सकते हैं यह संख्या दोनों संपर्क क्रम के साथ साथ लंबी दूरी के क्रम के लिए भी लगभग समान है तो अब हम तह दर का अनुमान लगा सकते हैं कि तह दर की भविष्यवाणी कैसे करें नहीं क्योंकि एलआरओ और एलएन केएफ के बीच हमारा संबंध है

तो हमारे पास समीकरण y बराबर mx plus c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो यह एक समीकरण है सभी अल्फा सभी बीटा और मिश्रित वर्ग प्रोटीन है इसलिए हम किसी भी सभी अल्फा प्रोटीनों की गणना करते हैं जिन्हें हम LRO की गणना करते हैं और इस समीकरण में मानों को सही से बदलते हैं और इससे आप ln kf प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमने एलआरओ के अधिकार के साथ ऐसा किया तो आपको प्रति सेकंड सिर्फ 113 दर का विचलन मिलेगा फिर हम 3 अलग अलग समूहों में प्रोटीन को वर्गीकृत करते हैं हमने चार समीकरणों को प्राप्त किया एक समीकरण को सभी प्रोटीनों पर एक साथ विचार करके सभी सभी प्रोटीनों के लिए केवल एक सामान्य समीकरण इस मामले में विचलन एक बिंदु एक 3 है फिर हमने क्या किया तो हम प्रोटीन को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करते हैं मुख्यतः सभी अल्फा सभी बीटा और मिश्रित वर्ग प्रोटीन और हमने इन समीकरणों से एलआरओ प्राप्त किया और फोल्डिंग दरों की गणना की यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह सहसंबंध अलग संरचना वर्गों के साथ 092 है यह एक विचलन है यहां मैं सहसंबंध को अधिकार देता हूं इसलिए यदि आप वर्गीकरण के साथ करते हैं तो आप अपनी संरचना के साथ विभिन्न संरचना वर्गों अल्फा और बीटा के लिए 092 का सहसंबंध देख सकते हैं तो यहाँ यह आंकड़ा सही है मैं प्रयोगात्मक और अनुमानित ln kf के बीच तुलना दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि प्रायोगिक और पूर्वानुमानित फोल्डिंग दरों के बीच एक अच्छा संबंध है उनमें से अधिकांश इन सीधी रेखा के बहुत करीब हैं इसलिए हमने संपर्क आदेश के बारे में चर्चा की और लंबी दूरी के आदेश संपर्क आदेश को छह एंगस्ट्रॉम की दूरी मानते हैं और सभी दूरी लंबी दूरी के आदेश को लेते हैं हमारे पास दूरी पृथक्करण के आधार पर एक और शर्तें हैं